आज हम पहले प्रोजेक्ट क्लोजर के परिचय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे फिर प्रोजेक्ट क्लोजर के संभावित कारण क्या हैं फिर प्रोजेक्ट बंद करने के लिए क्या प्रोसेस अपनाया जाए फिर फाइनेंसियल क्लोजर का प्रदर्शन करना और आखिरकार प्रोजेक्ट क्लोजर रिपोर्ट प्रकाशित करना तो आप जानते हैं कि प्रत्येक प्रोजेक्ट कभी कभी आज या किसी अन्य दिन समाप्त हो जाएगा यह एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल का अंतिम चरण है किसी प्रोजेक्टको बंद करने के लिए उचित समय तय करना प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी है प्रोजेक्ट कब बंद होगा इसे तय करना प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी है आम तौर पर प्रोजेक्ट क्लोजर को दो प्रकार की गतिविधियों एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर और कॉन्ट्रैक्ट क्लोजर में विभाजित किया जा सकता है आइए देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लोजर करने की गतिविधियाँ वे यह सुनिश्चित करते हैं कि वे प्राप्त किए गए सभी प्रोजेक्ट डिलिवरेबल्स और प्रोजेक्ट जानते हैं कि कैसे अन्य कर्मियों को ट्रांसफर किए जाते हैं और ठीक से डॉक्युमेंटेड और रिकॉर्ड किए गए हैं जैसा कि इसके नाम से एडमिनिस्ट्रेटि क्लोजर गतिविधियों का सुझाव मिलता है इन गतिविधियों में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सभी प्रोजेक्ट डिलीवरेबल जैसे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आपके डिजाइन डॉक्यूमेंट कोड टेस्ट प्लान और मॉड्यूल टेस्ट किए गए मॉड्यूल वगैरह वे ठीक से रखे गए हैं और प्रोजेक्ट को जानते हैं कि कैसे इसका मतलब है प्रोजेक्ट ज्ञान प्रोजेक्ट विवरण वगैरह हैं उन्हें अन्य कर्मियों को ट्रांसफर किया जाता है जो प्रोजेक्ट से जुड़े होते हैं और ये प्रोजेक्ट को जानते हैं कि वे कैसे ठीक से डॉक्युमेंटेड और संग्रहीत हैं फिर अन्य गतिविधि को कॉन्ट्रैक्ट क्लोजर करने की गतिविधियों के रूप में जाना जाता है तो इन गतिविधियों चेक करें कि ग्राहक के साथ कॉन्ट्रैक्ट के सभी नियमों और शर्तों के साथ साथ विभिन्न सबकॉन्ट्रैक्टर भी मिलते हैं उन सभी नियमों और शर्तों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है और प्रोजेक्ट उनकी सेटिस्फेक्ट्री क्लोज हुआ है अब देखते हैं कि हमें किसी प्रोजेक्ट को बंद करने की आवश्यकता क्यों है प्रोजेक्ट क्लोजर को बंद करने के संभावित कारण क्या है एक प्रोजेक्ट को क्लोज करने के दो मुख्य कारण हैं एक सभी प्रोजेक्ट के लक्ष्य उन उद्देश्यों को पूरा करते हैं जिन्हें वे सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं इसलिए प्रोजेक्ट पूरा हो गया है अब हमें प्रोजेक्ट को क्लोज करना होगा अन्य एक यह पता चला है कि प्रोजेक्ट किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने की संभावना नहीं है संभावित उल्लिखित उद्देश्य या लक्ष्य क्या हैं उन्हें हासिल करना बहुत मुश्किल है यह संभव नहीं है कि हम उन्हें प्राप्त कर सकें और इसलिए हमें समय से पहले प्रोजेक्ट को समाप्त करना होगा तो ये दो संभावित कारण हैं कि किसी प्रोजेक्ट को बंद करने की आवश्यकता क्यों है अब हम देखते हैं कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि दो कारण हैं एक कि प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरी हो गई है एक और प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरी नहीं हुई है और यह संभावना नहीं है कि यह अपने उल्लिखित उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करेगी और इसलिए हमें समय से पहले समाप्त करना होगा आइए देखते हैं कुछ संभावित कारणों में हमें क्यों समय से पहले प्रोजेक्ट को इसकी नियत तारीख से पहले ही समाप्त करना होगा किसी प्रोजेक्ट को समय से पहले समाप्त करने के कई कारण हैं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं हम नीचे चर्चा करेंगे रिसोर्सेस की कमी के कारण इस प्रोजेक्ट में कुछ रिसोर्सेस और उन रिसोर्सेसकी आवश्यकता है जो हमारे पास अभी नहीं हैं हमने प्रोजेक्ट शुरू कर दी है लेकिन प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद हम असफल हो जाते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं फाइनेंशियल लॉस या कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण रिसोर्सेस की क्या कमी हो सकती है हमारे पास रिसोर्सेस की कमी नहीं है हमारे पास पर्याप्त मैन पावर वगैरह नहीं है तो उस स्थिति में हमें समय से पहले प्रोजेक्टको समाप्त करना होगा इसी प्रकार ग्राहक के बिजनेस में चेंजिंग की आवश्यकता ग्राहक को कुछ आवश्यकता थी लेकिन इस बीच प्रोजेक्ट शुरूहोने के बाद कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए कि मान लीजिए वह चाहता है कि ग्राहक ने एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करने के लिए एक प्रोजेक्ट दिया है और फिर प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद या फिर स्थिति प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि हम इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के इस डेवलपमेंट को एक तीसरी पार्टी को दिया है तो अब व्यापार की जरूरत नहीं है यह नहीं होता है यह ग्राहक के बिजनेस में बदलाव जरूरत है तो उस स्थिति में आपको प्रोजेक्ट को जबरन समाप्त करना होगा प्रोजेक्ट से उपार्जित संख्या तीन कथित लाभ वे क्या सकते हैं अब मान्य नहीं है उदाहरण के लिए प्रोजेक्ट को शुरू करते समय देखें कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि इससे मुझे बहुत लाभ होगा अगर मैं इसे स्वचालित कर दूंगा लेकिन इस बीच कई प्रतियोगी बाजार में आए और कुछ प्रतियोगिता प्रोडक्ट वे बाजार में आए इसलिए आप इस बात से डरते हैं कि यह बहुत लाभ मुझे नहीं मिल सकता है तो इस मामले में इस प्रोजेक्ट को समय से पहले समाप्त किया जाना है इसी तरह अगले संभावित कारण अपूर्ण आवश्यकताएं हैं यदि आप अपने सभी आवश्यकताएँ को नहीं जानते हैं आवश्यकताएं अपूर्ण हैं भले ही यह मान लें कि हम प्रोजेक्ट शुरू होने के कुछ दिनों बाद स्पष्ट रूप से आवश्यकताओं को बता सकते हैं हमने प्रोजेक्ट शुरू कर दी है लेकिन भले ही कुछ दिन बीत चुके हों हम आवश्यकताओं को परिभाषित करने में सक्षम नहीं हैं हम स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ग्राहक क्या स्पष्ट रूप से आवश्यकताओं को बताने में सक्षम नहीं है तो उस स्थिति में प्रोजेक्ट को समय से पहले समाप्त करना होगा इसी तरह गवर्नमेंट पॉलिसी में परिवर्तन इसलिए आपका संगठन किसी सरकार के नियमों और पॉलिसी के नियमों और यदि कोई सरकार से घिरा हुआ है तो आपने ऐसी कोई बाध्यकारी नीति नहीं बनानी थी लेकिन प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद सरकार ने पॉलिसीज में कुछ प्रतिबंध लगाए जैसे कि मान लीजिए आपने एक उत्पाद विकसित करने की योजना बनाई है जो सेटेलाइट कम्युनिकेशन पर आधारित है और फिर हम बाजार में जारी करेंगे और मान लीजिए सरकार ने एक नियम नहीं लगाया है कोई भी इस देश में एक सेटेलाइट कम्युनिकेशन पर आधारित उत्पाद का उपयोग नहीं कर सकता है तो क्या होगा आपको जबरन प्रोजेक्ट को समय से पहले समाप्त करना होगा भले ही आपने इसे शुरू कर दिया हो फिर प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के दौरान उपयोग की जाने वाली कुछ प्रमुख टेक्नोलॉजी अप्रचलित हो गई हैं प्रोजेक्ट की शुरुआत के दौरान प्रमुख टेक्नोलॉजी क्या हैं और प्रोजेक्ट की शुरुआत के बाद कुछ महीनों या कुछ वर्षों के बाद कौन सी प्रमुख तकनीकें हैं अब जो नई टेक्नोलॉजी सामने आई हैं और ये तकनीक अब पुरानी हो रही हैं हमें एक उदाहरण लेने के लिए आपको लगता है कि एक प्रोजेक्ट के विकास के साथ शुरू हुआ है हम 4 जी का उपयोग कर रहे हैं अब आप देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद 5 जी का उपयोग हो रहा है तो 5 जी एक बार बाजार में आ जाएगा जाहिर है 4 जी अप्रचलित हो जाएगा और अगर मैंने आपकी प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए शुरू किया है कि मैं 4 जी का उपयोग करूंगा तो यह अप्रचलित होगा और कोई भी आपके उत्पाद को नहीं खरीदेगा इसलिए आपको समय से पहले प्रोजेक्ट को जबरन समाप्त करना होगा इसी तरह जोखिम अस्वीकार्य रूप से उच्च हो रहे हैं जबकि आपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है आपको पता है कि कुछ छोटे जोखिम कौन से कम जोखिम आएंगे लेकिन कुछ दिनों के भीतर प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद आपको लगता है कि जोखिम बहुत अधिक हो रहे हैं तकनीकी जोखिम हो सकते हैं या फाइनेंशियल रिस्क हैं या ऑपरेशनल रिस्क हैं इसलिए आप उन सभी जोखिमों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उस स्थिति में भी आपको प्रोजेक्ट को समाप्त करना होगा तो ये कुछ संभावित कारण हैं आपको किसी प्रोजेक्ट को समय से पहले ही समाप्त करना होगा इसका मतलब है आपको समय से पहले एक प्रोजेक्ट को समाप्त करना होगा तो फिर हम देखते हैं कि कार्यक्रम या प्रोजेक्टओं को ठीक से बंद करने की आवश्यकता क्यों है और लोग प्रोजेक्टओं को ठीक से बंद क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ कारणों से लापरवाही के कारण हो सकते हैं या इसलिए वे ठीक से बंद नहीं हो रहे हैं इन के बाद हम देखेंगे क्या समस्याएं हैं जो कार्यक्रम को ठीक से बंद नहीं करेंगे तो चलिए पहले देखते हैं कि प्रोजेक्ट टीम के सदस्यों के इंटरेस्ट की कमी के कारण प्रोजेक्ट को ठीक से बंद क्यों नहीं किया गया प्रोजेक्ट टीम के सदस्य प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने या समय से पहले प्रोजेक्ट को समाप्त करने के बाद उन्हें उस प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं होती है इसलिएइंटरेस्ट की कमी के कारण वे ऑफिशियल रूप से क्या या ठीक से क्या प्रोजेक्टको बंद नहीं करते हैं तब अनुमान के तहत कि टीम के सदस्यों के पास कितना बहुत ज्ञान मौजूद है पहले कैसे पता चलेगा कि कैसे हार सकते हैं अंत में देखें इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के बाद आप कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं और आप जानते हैं कि आखिर है इस प्रोजेक्ट पर क्या लाभ है क्या ज्ञान प्राप्त करता है यह बस होगा तुम भूल जाओगे तुम हार जाओगे तुम उन ज्ञान को खो दोगे तो अब और आप ठीक अनुमान लगा रहे हैं मेरे पास अब वह ज्ञान है मैंने इसे खो दिया है तो आप इसे कम कर रहे हैं या आप कल्पना नहीं कर रहे हैं कि कैसे जल्दी से पता है कि कैसे या ज्ञान यह खो जाएगा इसलिए कितनी तेजी से कम होने के कारण कितनी जल्दी पता है केवल प्रोजेक्ट के बारे में ज्ञान कैसे खो सकता है लोग क्या कर सकते हैं वे प्रोजेक्ट का उचित समापन नहीं कर सकते हैं इसके अलावा टीम के सदस्यों के भीतर कितना निहित ज्ञान मौजूद है आप इसे कम करके आंका जा रहा है और एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में यही कारण है कि आप इसे ठीक से बंद नहीं कर सकते हैं यह किस प्रोजेक्ट का एक और कारण है एक और भावनात्मक फैक्टरस के अनुसार एक प्रोजेक्ट तीन साल चार साल पांच साल तक जारी है उन चार पांच वर्षों के भीतर हम आपके टीम के साथियों के बीच मजबूत संबंध बना रहे हैं और आप कुछ भावुक हो रहे हैं आपके साथियों के बीच क्या संबंध है और आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो जल्दी से आप इन भावनात्मक रिश्तों को खो देंगे तो भावनात्मक फैक्टरस के कारण आप नहीं चाहते हैं कि नहीं यह बहुत जल्दी मैं इस प्रोजेक्ट को ठीक से बंद नहीं करूंगा एक अन्य कारण प्रोजेक्ट क्लोजर होने के संबंध में निर्णय है एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में हम निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं जब प्रोजेक्ट क्लोज करना है तो आप देर कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आप असमंजस में हैं कि क्या प्रोजेक्ट को बंद करना है चाहे आज या कल या कुछ तारीखों के बाद इस देरी के कारण आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं इस कारण इस अनिर्णय के कारण आप नहीं हैं प्रोजेक्ट को ठीक से बंद करने में सक्षम तो ये कुछ कारण हैं जो प्रोजेक्टस ठीक से बंद नहीं हैं अब हम इन बातों को देखते हैं ये पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं इनको इस स्लाइड में विस्तार से बताया है ताकि आप स्वयं पढ़ सकें अब आइए देखें कि प्रोजेक्ट क्लोज होने पर क्या समस्याएँ ठीक नहीं हो रही हैं यदि प्रोजेक्टएँ ठीक से बंद नहीं हैं तो हम किस प्रकार की समस्याओं का सामना कर सकते हैं नंबर एक समय और लागत ओवरल देखें कि क्या एक प्रोजेक्ट समाप्ति में देरी हो रही है तो लागत केंद्र के रूप में प्रोजेक्ट क्या होगा इस बीच खर्च से अधिक लागत का कारण बनता है आप कुछ भी नहीं हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्ट पहले ही पूरी हो चुकी है लेकिन चूंकि आपने ऑफिशियल रूप से प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया है इसलिए कुछ खर्च अभी भी जारी रहेंगे तो यह वही होगा जो इन लागतों को उस तरीके से आगे ले जाएगा जिससे लागत अधिक हो जाएगी साथ ही प्रोजेक्ट की अवधि उस समय से अधिक प्रतीत होती है जो वास्तव में होनी चाहिए पहले से ही आप इस प्रोजेक्ट को चार साल के भीतर समाप्त कर चुके हैं लेकिन एक और दो तीन महीने आप आधिकारिक रूप से इसे ठीक से बंद करने में सक्षम नहीं हैं इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट की अवधि को चार साल तीन महीने के रूप में गिना जाएगा इसलिए अनावश्यक रूप से प्रोजेक्ट की अवधि इससे अधिक प्रतीत होती है जो वास्तव में होनी चाहिए अगली समस्या यह है कि बहुमूल्य मानव और अन्य रिसोर्सेज क्या हैं आपकी प्रोजेक्ट समाप्त हो गई है लेकिन चूंकि आप ऑफिशियल तौर पर इसे मनुष्य कर्मचारी सदस्यों और अन्य रिसोर्सेस जैसे कंप्यूटर वगैरह को बंद नहीं कर रहे हैं इसलिए इन्हें आयोजित किया जा रहा है जो रिसोर्सेज या मनुष्य इन स्टाफ सदस्यों को अन्यथा लेते हैं उनके पास किसी अन्य प्रोजेक्टको सौंपा जाएगा इसलिए अनावश्यक रूप से आप मूल्यवान मनुष्यों या कर्मचारियों के सदस्यों को बंद कर रहे हैं और अन्य संसाधन क्योंकि आपने प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए ऑफिशियल तौर पर बंद नहीं किया है तो यह एक और समस्या है जो हो सकती है या यदि आप प्रोजेक्ट को ठीक से बंद नहीं कर रहे हैं फिर प्रोजेक्ट कर्मियों पर यह तनाव एक और समस्या है इसलिए प्रोजेक्ट कर्मियों को अक्सर यह अनुभव होता है कि वे अन्य प्रोजेक्ट पर इकट्ठा हो सकते हैं जिन पर वे तैनात किए गए थे क्या प्रोजेक्ट का समापन उचित समय पर हुआ था इसलिए यदि प्रोजेक्ट उचित समय पर बंद हो जाती तो ये कर्मचारी सदस्य वही हो सकते थे जो उन्हें कुछ अन्य प्रोजेक्टस के लिए एलोकेट किया जा सकता था और उन्हें वहाँ अनुभव प्राप्त हो सकता था इसलिए अनावश्यक रूप से वे अपना अनुभव खो रहे हैं इसलिए और कुछ भी नहीं करने की भावना और सीखने में चूक के अवसरों खाली बैठने और फ्यूचर करियर पर इनका प्रभाव टीम के सदस्यों के लिए बहुत तनावपूर्ण हो सकता है और वे अनावश्यक रूप से तनावग्रस्त होंगे तो यह एक और समस्या है जो आपको मिलेगी कि आप निरीक्षण करेंगे अगर प्रोजेक्टस ठीक से बंद नहीं हुई हैं अब हम देखते हैं इसलिए जल्दी से प्रोजेक्ट क्लोजर जुड़े कुछ मुद्दों प्रोजेक्ट समाप्ति के साथ समस्याएं दो गुना हैं एक भावनात्मक समस्याएं दो बौद्धिक समस्याएं भावनात्मक मुद्दों यह टीम के सदस्यों के साथ साथ ग्राहक या ग्राहकों दोनों को चिंतित कर सकता है अब देखते हैं कि क्या होगा या इन भावनात्मक मुद्दों पर वे क्या सुझाव देंगे भावनात्मक मुद्दे ठीक हैं भावनात्मक मुद्दे हैं कि टीम के सदस्य अनुभव कर सकते हैं टीम के सदस्यों को जिन भावनात्मक मुद्दों का अनुभव हो सकता है उनमें अनिश्चितताएं भी शामिल हैं और अगली प्रोजेक्ट के लिए उनके कार्य से संबंधित आशंकाएँ इसलिए यदि प्रोजेक्ट ठीक से बंद नहीं हुई है तो भावनात्मक मुद्दा भावनात्मक सोच टीम के सदस्यों के बीच आ जाएगी कि वे वह नहीं हो सकते हैं जो उन्हें एक और उपयुक्त प्रोजेक्ट नहीं मिल सकता है कुछ होंगे वे यह स्वीकार करेंगे कि उन्हें अगले उपयुक्त प्रोजेक्ट को नहीं सौंपा जा सकता है तो यह काम में रुचि के सामान्य नुकसान और उत्साह की कमी के रूप में प्रकट हो सकता है शेष प्रोजेक्ट कार्य करें तो इस तरह से क्या होगा शेष प्रोजेक्ट के काम जो वे ईमानदारी से नहीं करेंगे उनकी रुचि नहीं होगी और वे वे होंगे जिनके पास अगली प्रोजेक्टओं के लिए काम करने के लिए उत्साह की कमी होगी इसी तरह ध्यान का मोड़ भी हो सकता है अगर प्रोजेक्ट ऑफिशियल तौर पर करीब नहीं है तो वे बेकार बैठेंगे कर्मचारी सदस्य बेकार बैठेंगे और टीम के सदस्यों का ध्यान हटा दिया जाएगा वे मुद्दों पर अधिक ध्यान देंगे जैसे कि अपनी पसंद की प्रोजेक्ट को फिर से सौंपा जा रहा है और प्रोजेक्ट का काम एक और ले सकता है और फिर प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य यह सिर्फ एक सीट वापस ले सकता है वे बस दिलचस्पी खो देंगे उनका ध्यान भटक जाएगा अगर वे बेकार बैठेंगे ग्राहक पक्ष में दृष्टिकोण में अचानक परिवर्तन और ब्याज की हानि हो सकती है प्रोजेक्टजो प्रोजेक्टसमाप्ति के साथ जुड़ा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है क्लाइंट प्रोजेक्टसे निपटने वाले कर्मियों को बदल भी सकता है क्योंकि आप आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्टको बंद या समाप्त नहीं कर रहे हैं तो क्लाइंट भी कर्मियों को बदल सकता है प्रोजेक्टके साथ काम करना और इस तरह आगे बढ़ना और प्रोजेक्टबंद होने में कठिनाइयाँ तो आधिकारिक प्रोजेक्टबंद हो जाएगा आगे हम क्या सामना करेंगे आगे कठिनाइयों और समस्याओं अब हम अगली समस्या पर आएंगे अगला एक बौद्धिक समस्या है बौद्धिक समस्याओं में कुछ संवेदनशील मुद्दों को संभालना शामिल हो सकता है आइए हम लेते हैं कि क्या संवेदनशील मुद्दे आ सकते हैं इसलिए जब किसी प्रोजेक्ट को समय से पहले कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को समाप्त करना है और डिलिवरेबल्स की सूची को फिर से निर्धारित करने की आवश्यकता है एक बार यह समय से पहले समाप्त हो जाता है कि क्या शर्तें हैं हम एक कॉन्ट्रैक्ट में उल्लिखित हैं और डिलिवरेबल्स की क्या सूची है वे पहले से योजनाबद्ध थे उन्हें फिर से शुरू करने की आवश्यकता है और तब भी जब कुछ डिलिवरेबल्स और कार्य जिन्हें किसी भी अधिक आवश्यक नहीं माना जाता है हालाँकि इन्हें छोड़ने से पहले इसे ग्राहक द्वारा वेरीफाइ किया जाना चाहिए इसलिए तब भी जब कुछ डिलिवरेबल्स और कार्यों पर विचार किया जाता है जरूरी नहीं हैं कुछ अधिक लेकिन छोड़ने से पहले इसे ग्राहक से वेरीफाई करने की आवश्यकता होती है इसके अलावा बंद करने का निर्णय इसे प्रभावी ढंग से सभी हितधारकों को सूचित किया जाना है क्योंकि आप क्या प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक बंद कर रहे हैं सफल समापन या समय से पहले समाप्ति के बाद इन निर्णय को प्रभावी ढंग से संवाद करना होगा सभी हितधारकों इस प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकते हैं डेवलपर्स डिजाइनर ग्राहक इन सभी स्टेकहोल्डर के लिए वगैरह आपको इन निर्णयों को प्रभावी ढंग से पारित करना होगा सीखें अब हमें देखते हैं कैसे होगा पहले इस प्रोजेक्ट को कैसे बंद करेगा प्रोजेक्ट क्लोजर प्रोसेस क्या है किसी प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए आपको किन चरणों का पालन करना चाहिए लेकिन उससे पहले हमें कुछ मूलभूत चीजों को देखना चाहिए प्रोजेक्ट को बंद करने से पहले प्रोजेक्ट क्लोजर की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है इसे टॉप मैनेजमेंट के साथ सांत्वना में लिया जाना चाहिए आप इस बात के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं हैं कि आपको टॉप मैनेजमेंट से अनुमति प्राप्त करने के लिए किस प्रोजेक्ट को बंद करना है अभी के लिए फिर से दो संभावित मामले हैं आप प्रोजेक्टओं के सफल समापन के बाद या समय से पहले समाप्ति के बाद एक प्रोजेक्ट को क्लोज करना चाह सकते हैं अब आइए हम इन दो मामलों को अलग अलग करें सफल प्रोजेक्टओं के लिए यह अपेक्षित है कि अपेक्षित टेक्निकल डॉक्यूमेंट यूजर मैनुअल टेस्ट डॉक्यूमेंट यूजर ट्रेनिंग वगैरह को पूरी तरह से पूरा किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रोजेक्टआउटपुट ग्राहक द्वारा बिना किसी कठिनाई के उपयोग करने योग्य हैं इसलिए दो चीजें आप यहां देख सकते हैं कि सफल प्रोजेक्टओं के लिए वे सभी दस्तावेज जो वे सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं और आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रोजेक्ट का आउटपुट या अंतिम परिणाम ग्राहकों द्वारा बिना किसी कठिनाई के संतोषजनक रूप से उपयोग करने योग्य है यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव गतिविधियाँ जैसे कि उनके दावों को निपटाना संग्रह करना जो भविष्य के उपयोग के लिए डिलिवरेबल्स को संग्रहित करते हैं उन्हें भी सफलतापूर्वक पूरा किया गया है अब हम दूसरे मामले के बारे में देखते हैं जो प्रोजेक्ट है जिन्हें समय से पहले समाप्त कर दिया जाएगा समय पूर्व समाप्ति का सामना करने वाली प्रोजेक्ट के लिए शीर्ष मैनेजमेंट के साथ सांत्वना में प्रोजेक्ट मैनेजर और ग्राहकों के साथ सांत्वना में उसे निर्णय लेना होगा कि क्या प्रोजेक्ट को अभी समाप्त करना है वह प्रोजेक्ट को समाप्त कर देगा या वह कुछ कर सकता है इसे कुछ और समय के लिए निगरानी में रखने का समय इसलिए यह निर्णय प्रोजेक्ट मैनेजर को टॉप मैनेजमेंट के साथ साथ ग्राहकों के साथ सांत्वना में लेना है चाहे वह प्रोजेक्ट को तुरंत समाप्त कर दे या हम कुछ और दिनों का निरीक्षण कर सकते हैं और फिर इसे बंद कर देंगे प्रोजेक्ट के सामान्य सफल समापन या समय पूर्व समाप्ति श्रेणियों दोनों के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि आगे कोई दायित्व न हो दोनों ही मामलों में आगे कोई दायित्व लंबित नहीं है आपको एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में यह सुनिश्चित करना होगा कि आगे कोई दायित्व लंबित नहीं है या नहीं यह एक सामान्य समापन है या यह एक समय पूर्व समाप्ति है अब हमें सफलतापूर्वक अब हम जल्दी से देखते हैं प्रोजेक्ट क्लोजर प्रक्रिया के लिए उन्हें क्या कदम उठाने होंगे नंबर एक हमें क्लाइंट की स्वीकृति लेनी होगी आपको क्लाइंट से स्वीकृति लेनी होगी कि हम इस प्रक्रिया को बंद करने जा रहे हैं क्लाइंट की स्वीकृति प्राप्त कर रहे हैं फिर प्रोजेक्ट डिलिवरेबल्स को संग्रहित कर रहे हैं जो भी प्रोजेक्ट आपके एसआरएस दस्तावेज़ डिज़ाइन दस्तावेज़ कोड और इस परीक्षण के मामलों जैसे डिलिवरेबल्स को आउट करता है वगैरह वगैरह उन सभी चीजों को जिन्हें आपने ठीक से आर्काइव करना है आगे प्रोजेक्ट को जानें प्रोजेक्ट डिटेल प्रोजेक्ट नॉलेज जो अनुभव आप प्रोजेक्ट से बाहर कर चुके हैं उसे ठीक से संरक्षित करना है इसलिए जब वे निकट भविष्य में इसी तरह की प्रोजेक्टओं में इस्तेमाल किया जा सकता है तो एक फाइनेंसियल क्लोजर प्रदर्शन सभी फाइनेंसियल डाक्यूमेंट्स बैलेंस शीट इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में वगैरह वगैरह क्या फाइनेंसियल पहलू क्लोज होने चाहिए एक फाइनेंसियल ऑडिट होना चाहिए और वित्तीय दायित्वों को वर्ष से अधिक होना चाहिए या आपको वित्तीय विवरण को बंद करना चाहिए वित्तीय क्लोजर होना चाहिए जो कि फाइनेंशियल से पहले अंतिम क्लोजर से पहले किया जाना है फिर लागू होने के बाद प्रोजेक्ट का रिव्यू हो रहा है हाँ क्या प्रोजेक्ट सफल हुआ है या आप परिपक्व रूप से समाप्त हो रहे हैं तो आपको एक पोस्ट इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट रिव्यू का संचालन करना होगा आप इसे पोस्टमार्टम एनालिसिस कहते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया से आप जान सकते हैं कि आपके डेवलपमेंट के और क्या पॉइंट हैं नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं और आपके पास क्या लर्निंग हैं किस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंटऔर इन चीजों से आप इसी प्रकार के प्रोजेक्ट्स में लाभ प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकते हैं इस अनुभव का उपयोग किया जा सकता है लाभ प्राप्त करने के लिए निकट भविष्य में इसी तरह के प्रोजेक्टस में उनकी मदद ली जा सकती है और फिर आपको एक इंप्लीमेंटेशन रिव्यू रिपोर्ट तैयार करनी होगी इसलिए इन पोस्ट इमिटेशन एनालिसिस या इस रिव्यू को करने के बाद आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी और उसे संग्रह करना होगा और अंत में आपको कर्मचारियों को जारी करना होगा हम कौन से स्टाफ के सदस्य इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट से जुड़े हैं प्रोजेक्ट के ऑफीशियली क्लोज होने के बाद बाद आपको एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में आपको उन्हें जारी करना होगा और यह देखना आपका कर्तव्य है कि उन्हें उनके अनुभव और कौशल के आधार पर अन्य उसी तरह के प्रोजेक्ट में सफलतापूर्वक आवंटित किया जाए उन बातों को मैंने यहाँ स्लाइड्स में बताया है मैं उन चीजों को छोड़ रहा हूं जो आप कर सकते हैं ये आसान चीजें हैं जिन्हें आप खुद पढ़ सकते हैं लेकिन मैं इस पोस्ट इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट रिव्यू के बारे में कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है एक पोस्ट इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट रिव्यू का लक्ष्य जैसा कि मैंने पहले ही कभी कभी बताया है आप पोस्टमार्टम एनालिसिसको कॉल करते हैं जो प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण एनालिसिस करने के लिए किया जाता है भविष्य के प्रोजेक्टस में समान गलतियों को दोहराते हुए सीखने और सुधारने और बचने के लिए आप कई चीजें सीख सकते हैं आप सुधार कर सकते हैं कि आप कैसे कदम उठा सकते हैं ताकि आप अपनी समान प्रोजेक्टओं में सुधार कर सकें और इस प्रोजेक्ट में आपके द्वारा की गई गलतियों से बच सकें आप गलतियों से सीख सकते हैं और भविष्य में प्रोजेक्टओं की समान गलतियाँ से बच सकते हैं पिछली गलतियों का एनालिसिस करके प्रोजेक्ट टीम वे अपने तरीकों और प्रथाओं में सुधार करके बेहतर करना सीख सकते हैं इसलिए न केवल सफल प्रोजेक्ट बल्कि असफल प्रोजेक्टओं से वे निकट भविष्य में इसी तरह के अन्य प्रोजेक्टओं के लिए बहुत सारी जानकारी प्राप्त सकते हैं लाभ उठा सकते हैं और पहचान सकते हैं दस्तावेज और प्रसार का लाभ उठाया जा सकता है अब जल्दी से देखते हैं कि पोस्ट इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट रिव्यू के चरण क्या हैं क्या कदम आप प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशनइंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के रिव्यू के लिए पालन करना चाहिए पहला कदम आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी एकत्र करने के लिए प्रोजेक्टओं का सर्वेक्षण करना होगा इसलिए प्रोजेक्ट समाप्त होने के बाद आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी एकत्र करने के लिए कुछ सर्वेक्षण करने चाहिए इन के लिए आप बाहर ले जा सकते हैं आप कुछ प्रश्नावली तैयार कर सकते हैं और हितधारकों से जानकारी एकत्र कर सकते हैं इसलिए इस तरह की जानकारी इकट्ठा करने के मुद्दे और इन संगठन संरचना वगैरह जैसी जानकारी आप सर्वेक्षण से एकत्र कर सकते हैं फिर आप इस रिव्यू से कुछ उद्देश्य संबंधी जानकारी या कुछ प्रोजेक्ट मैट्रिक्स एकत्र करते हैं उदाहरण के लिए लागत मेट्रिक्स शेड्यूल मेट्रिक्स क्वालिटी मेट्रिक्स वे मेट्रिक्स जो आप कहते हैं इस पोस्ट इंप्लीमेंटेशनप्रोजेक्टरिव्यू के दौरान इसे कॉल कर सकते हैं फिर एक डिब्रीफिंग मीटिंग आयोजित करें इसलिए अंतिम प्रोजेक्ट रिव्यू बैठक करने से पहले एक डिब्रीपिंग मीटिंग आयोजित करें जिसे प्रारंभिक बैठक कहा जाता है जहां प्रोजेक्ट मैनेजर सभी और कुछ वरिष्ठ व्यक्ति या वरिष्ठ मैनेजमेंट व्यक्ति हो सकते हैं एनालिसिसकरें कि आपके पास क्या है क्या हो रहा है और आपको क्या फायदे हुए हैं क्या अनुभव हैं और कौन सी कमियां हैं फिर हाँ एक सुसंगत निर्णय पर क्या आता है और इसके बाद आप अंतिम प्रोजेक्ट रिव्यू बैठक कर सकते हैं और फिर उन सभी पर चर्चा कर सकते हैं फिर देख सकते हैं कि आपके द्वारा प्राप्त किए गए अनुभव क्या हैं क्या फायदे हैं आपने जो कौशल सीखे हैं और वे कौन सी गलतियाँ हैं जो आपने की हैं तो उन सभी चीजों का एनालिसिसकरें तो इस पोस्ट के इंप्लीमेंटेशनकी रिव्यू के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें यह रिपोर्ट आपको संग्रहित करती है और ये निष्कर्ष निकट भविष्य में इसी प्रकार की प्रोजेक्टओं को बेहतर बनाने में मदद करेंगे ये रिपोर्ट निकट भविष्य में इसी प्रकार की प्रोजेक्टओं के लिए कुछ रिकमेंडेशन भी देगी यदि आप उन रिकमेंडेशन का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको निकट भविष्य में इस प्रकार की प्रोजेक्टओं से अधिक लाभ प्राप्त होगा और आखिरकार रिव्यू रिपोर्ट तैयार करने के बाद आपको रिपोर्ट को सभी स्टेकहोल्डर्स को भेजना होगा इसलिए वे एनालिसिसकरेंगे वे देखेंगे कि टीम के सदस्यों के क्या प्लस पॉइंट हैं टीम के सदस्य क्या हैं कमियां क्या हैं जो उन्होंने की हैं और इन निष्कर्षों का वे इसी प्रकार के प्रकार और प्रकृति के निकट भविष्य की प्रोजेक्टओं में उपयोग कर सकते हैं सबसे पहले यह प्रोजेक्टओं डिलिवरेबल्स के एक ऐतिहासिक सारांश के साथ शुरू होता है क्या हैं प्रोजेक्ट डिलिवरेबल्स एक ऐतिहासिक सारांश सम्मिलित होगा और प्रोजेक्ट के पाठ्यक्रम के आधार पर आधारभूत गतिविधियाँ जो इसमें सम्मिलित होंगी बाद में यह सर्वेक्षण परिणामों का सारांश प्रस्तुत करेगी ठीक है इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि आपने पहले ही एक सर्वेक्षण किया है तो इस सर्वेक्षण से आपको क्या मिल रहा है तो फिर बाद में यह सर्वेक्षण के परिणामों और क्वानटीटेटिव डेटा का सारांश पेश करेगा जिन्हें प्रोजेक्ट प्रदर्शन ओके के बारे में इकट्ठा किया जाता है प्रदर्शन विवरण के बारे में भी इसमें शामिल होगा अंत में अंतिम प्रोजेक्ट रिव्यू बैठक के परिणाम मैं आपको पहले ही यहां बता चुका हूं आप एक अंतिम प्रोजेक्ट रिव्यू बैठक को अंजाम देना है जो निष्कर्ष हैं कि वे परिणाम क्या हैं जो उन्हें यहां अंत में होना चाहिए अंतिम प्रोजेक्ट रिव्यू बैठक के परिणाम इस दस्तावेज में प्रस्तुत किए गए हैं बेसलाइन योजना से भिन्नता के कारण हमने पहले से ही आधारभूत योजना तैयार कर ली है वे कौन से कारण हैं जिनके कारण भिन्नताएं हैं आधार रेखा योजना से क्या विविधताएं हैं और यह भी कि हमने जो सबक सीखे हैं हमारे द्वारा पालन की जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाएं और प्रोजेक्ट रिसोर्सेज का क्या फैलाव है आदि उन्हें इस रिपोर्ट में भी उजागर किया गया है इसमें अन्य समान प्रोजेक्टओं के लिए सुधार की रिकमेंडेशंस भी शामिल हैं तो से यह अनुभव इस प्रोजेक्टसे आपको जो अनुभव मिला है आप उसी प्रकार की प्रोजेक्टओं के सुधार के लिए कुछ रिकमेंडेशंस लिख सकते हैं उन रिकमेंडेशंस को भी लिखा जाएगा जो इस क्लोजआउट रिपोर्ट में लिखी गई हैं ताकि आप अगले प्रकार की प्रोजेक्टओं में इनका लाभ उठा सकें तो फिर अंत में आपको परिणाम का प्रचार करना होगा प्रोजेक्ट के नेता वह सकारात्मक और नकारात्मक निष्कर्षों के साथ साथ नुस्खे या सुधार के लिए रिकमेंडेशंस को संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे सारांश को प्रकाशित किया गया है ताकि टीम के सभी सदस्य इसका उल्लेख कर सकें और मैनेजमेंट इसके आधार पर किसी भी आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पहल कर सके इंप्लीमेंटेशनके बाद की रिव्यू प्रोजेक्ट के महत्वपूर्ण निष्कर्ष ऑडिट यह हो सकता है एक दस्तावेज़ में प्रकाशित दस्तावेज़ का उपयोग उन पाठों को प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है जो सीखे गए हैं और भविष्य की समान प्रोजेक्टओं के लिए संदर्भ के रूप में काम करते हैं इसलिए जो भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं उन्हें संग्रहीत करना होगा जिसे एक दस्तावेज़ में प्रकाशित करना होगा और उस दस्तावेज़ को संग्रहीत करना होगा दस्तावेज़ ऐसा हो सकता है इसका उपयोग उस दस्तावेज़ को किया जा सकता है जो हमने पिछली प्रोजेक्ट से सीखा है और इसका उपयोग किया जा सकता है इसका उपयोग आप एक संदर्भ के रूप में काम करने के लिए कर सकते हैं इसे इसी प्रकार के संदर्भ के रूप में उपयोग किया जा सकता है निकट भविष्य में प्रोजेक्टओं की एक विशिष्ट तरीका जिसमें पोस्ट इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट रिव्यू रिपोर्ट को निम्नानुसार व्यवस्थित किया जा सकता है यह एक विशिष्ट संरचना है पहले आपको प्रोजेक्ट का विवरण प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी फिर उस संदर्भ को देना होगा जिसमें उसका उपयोग किया जाएगा जिसे लिखा जाना है फिर क्या अच्छा काम किया है अच्छी बातें सकारात्मक बातें क्या हैं फायदे क्या हैं ठीक सकारात्मक बातें उन्हें यहां लिखनी हैं फिर जो फैक्टर्स थोपे गए हैं प्रोजेक्टका प्रदर्शन ठीक है किन फैक्टर्स ने प्रोजेक्टके प्रदर्शन को बाधित किया है जो नकारात्मक पहलुओं को भी लिखा जाएगा जो गलतियाँ आपने की हैं वे भी यहाँ लिखी जानी हैं फिर अन्य प्रोजेक्टओं के लिए एक नुस्खे का पालन करें तो इस प्रोजेक्ट से जो आपने पर्चे की सिफारिश को सीखा है वह आपको निकट भविष्य में इसी तरह की अन्य प्रोजेक्टओं के लिए देगा तो उन नुस्खे या उन अनुशंसाओं को भी इस प्रोजेक्ट की रिव्यू रिपोर्ट में लिखा जाना चाहिए अंत में प्रोजेक्ट क्लोजर में अंतिम चरण स्टाफ जारी कर रहा है इसलिए अब प्रोजेक्ट ऑफिशियल तौर पर बंद हो गई है आपको कर्मचारियों को जारी करना होगा इसलिए यह प्रक्रिया के लिए प्रोजेक्ट बंद करने का अंतिम चरण है यह प्रोजेक्ट टीम के सदस्यों द्वारा विभिन्न अन्य प्रोजेक्टओं के संवितरण से पहले अंतिम बैठक है और प्रोजेक्ट मैनेजर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टीम के सदस्य जो इन प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे उन्हें उनकी विशेषज्ञता और उनके कौशल के अनुसार उचित प्रोजेक्टओं के लिए सौंपा गया है और यह बैठक टीम के सदस्यों के समक्ष उत्सव मनाने के लिए एक मैदान भी है इससे पहले कि टीम के सदस्य अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए और उसके लिए रवाना हो जाएं टीम के सदस्यों द्वारा असाधारण प्रदर्शन क्या है इसे पहचानना फिर आपको यहां पहचानना होगा और टीम के सदस्यों द्वारा प्राप्त अनुभव और प्रवीणता को पहचानना होगा क्योंकि यदि अलग अलग टीम के सदस्य हैं तो उनके पास एक अलग अनुभव है उनकी अलग दक्षता है आपको अलग अलग टीम के सदस्यों द्वारा प्राप्त अनुभव और प्रोफिशिएंसी को पहचानना होगा वे एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में आपको अनुभव करना चाहिए आपको अनुभव और प्रोफिशिएंसी को पहचानना होगा जो विभिन्न टीम के सदस्यों द्वारा प्राप्त किया जाता है आपको उन्हें पहचानना होगा यदि संभव हो तो आप उन्हें पुरस्कृत कर सकते हैं तो ये हैं इसलिए अंतिम चरण क्या टीम के सदस्यों को जारी करना है और एक टीम मैनेजर के रूप में यह सुनिश्चित करता है कि इन टीम के सदस्यों को उनके अनुभव और कौशल के आधार पर अन्य विभिन्न प्रोजेक्टओं को सौंपा जाना चाहिए इसलिए आज हमने प्रोजेक्ट के बंद होने के कारणों पर चर्चा की है प्रोजेक्ट क्यों बन रही है प्रोजेक्ट को बंद करने की आवश्यकता क्यों है हमने अनुचित प्रोजेक्ट बंद होने की समस्याओं पर भी चर्चा की है यदि आप अनुचित रूप से प्रोजेक्ट को बंद करते हैं तो क्या समस्याएं आएंगी हमने समाप्ति में प्रोजेक्ट टीम के साथ मुद्दों को भी समझाया है हमने चरण प्रस्तुत किए हैं उन्हें एक प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए किया जाना है हमने एक विशिष्ट प्रोजेक्ट क्लोजर रिपोर्ट की संरचना भी प्रस्तुत की है कि सामग्री क्या होनी चाहिए और इसमें क्या होना चाहिए और निकट भविष्य में इसी तरह की प्रोजेक्टओं में हमें कैसे लाभ मिल सकता है ये आज हम चर्चा कर रहे हैं यह संदर्भ हमने इस पुस्तक से लिया है ये सामग्री हमने इन पुस्तकों से ली है